असाइनमेंट 5 समस्या 1 5 इसमें और अगले सत्र में हम असाइनमेंट संख्या पांच और असाइनमेंट संख्या 6 को हल करेंगे आपने मुझे अभी तक असाइनमेंट संख्या 1 से 4 तक हल करते हुए देखा है और इन 2 सत्र में हम समस्या का हल हमारे शिक्षण सहायकों से करवाएंगे जो इस पाठ्यक्रम में शुरुआत से शामिल हैं यह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में भौतिकी विभाग में पीएचडी के नियमित छात्र हैं और यह असाइनमेंट्स को सही करने और उनका हल तैयार करने के तैयार करने के उत्तरदायी हैं यह आपके साथ उत्तर साझा करेंगे जो मैंने आपको दिए हैं असाइनमेंट संख्या 5 मिस्टर रबीत सिंह और मैं परमिता दासगुप्ता द्वारा हल किया जाएगा तो यह है रबीत सिंह पहले प्रश्न में आपको समाकलन cos sin ddR2r2 2rRcos cos sin sinθ cos को हल करना है तो क्या तो हम गोलीय शेल के उच्च समानता घनत्व को उपयोग करते हुए इस समाकलन की गणना करते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे हम गोलीय शेल के उच्च समानता घनत्व के कारण विभव की गणना करेंगे हम जानते हैं यदि हमें घनत्व σθcosθदिया गया है तो घनत्व के लिए हमने व्याख्यान में देखा है विभव है तो हमारे पास एक गोलीय शैल हैजिस पर यह घनत्व जोड़ा गया है और हमने व्याख्यान में देखा है कि एक बिंदु सदिश r पर इस गोलीय शैल के कारण विभव इस व्यंजक द्वारा दिया जाता हैr30cosθजबrR और जब rR तब विभव r330cosθr2 से दिया जाता है तो हम इस उत्तर का उपयोग इस समाकलन को हल करने के लिए करेंगे तोV140 r RR dθ dϕहै तो यदि cos है हमें इस उत्तर को लिख सकते हैं इसलिए यदि दिया हुआ घनत्व cosहै तो हम इसे cos लिख सकते हैं और गोलीय प्रणाली के लिए यह सतह घटक R2sinddहै इसलिए यदि दिया हुआ घनत्वcos है तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं R2sinddr Rयहां सदिश r प्राइम गोलिय शैल पर बिंदु को बताता है

हमारा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 2 है प्रश्न संख्या दो हमारे पास एक समान रुप से आवेशित गोलीय शैल है जो z अक्ष के चारों ओर घूम रहा है तो यदि हम इस गोलीय शैल पर एक सतह घटक लेते हैं देख सकते हैं कि हर एक घटक z अक्ष के चारों ओर कोणीय गति से घूम रहा है इसलिए सतह घटक ds की गति इस तरह दी जाती है तो इसलिए यदि सदिश r z अक्ष के साथ अगला कोण है आप देख सकते हैं यह गोले की त्रिज्या है जिस पर सतह घटक ds जा रहा है इसलिए हम देख सकते हैं यह वह गोला है जिस पर ds गति कर रहा है इस गोले की त्रिज्या rsinθ से दी जाती है तो आप देख सकते हैं कि Vrsinθ हैजो कि और कुछ नहीं बल्कि त्रिज्या x कोणीय गति है इसलिए धारा घनत्व जो j r है से दिया जाता है अर्थात यहां जो भी घनत्व हो Vपरंतु यह सतह घनत्व है इसलिए यदि हम आयतन धारा घनत्व लिखते हैं हम इसे Vलिखेंगे तो हम देख सकते हैं कि यह सतह घटक दिशा में जा रहा है इसलिए r की दिशा j r की दिशा में होगी तो यह हमारे दूसरे प्रश्न का उत्तर है एक ही समस्या के हल को देखने का दूसरा तरीका होगा यदि मैं इस गोलीय शैल को लेता हूं और यहां एक बैंड की कल्पना करता हूं तो इस बैंड का एक क्षेत्र है जो 2πRsinθRdθहै यह इस बैंड का कुल क्षेत्र है तो यह है2R2sinθdθ इस बैंड पर आवेश कुल आवेश q2R2sinθdθहै और यह भी इस तरह जा रहा है यह प्रति सेकंड चारों तरफ जाता है प्रति सेकंड जाने वाला आवेश है 2 इसलिए यह बैंड जो धारा देता है वह कुछ नहीं बल्कि 2R2sinθdθ2 है चलिए कुछ रद्द करते हैं 2रद्द हो जाता है और आपको मिलता हैR2sinθdθ यह सतह पर जाने वाली धारा है इसलिए सतह धारा घनत्व इस धारा को लंबाई से विभाजित करने पर आएगा जिसे मैं यहां इस गोले पर लाल के द्वारा बता रहा हूं जो Rdθहै इसलिए यह होगा R2sinθdθ Rdθचलिए दोबारा कुछ रद्द करते हैं dθ कट जाएगा R कट जाएगा और आपको मिलता है Rσωsin इसलिए सतह धारा घनत्व kRσωsin दिशा में और यदि मैं इसे आयतन धारा घनत्व की तरह प्रदर्शित करूं तो jk x इसलिए यह बन जाता है Rσωsin θδ जो वास्तव में पहले वाले उत्तर के समान है तो हमने क्या किया कि आप को इस समस्या को देखने के दो अलग अलग तरीके बताने की कोशिश की अब हम प्रश्न संख्या 3 को हल करने जा रहे हैं प्रश्न संख्या 3 में हमें समाकलन ddzR2r2 2rRcos z zकी गणना करनी है हमें यहां इस समाकलन की गणना करनी है तो हम क्या करेंगे पुनः हमारे पास एक बेलन है मैं एक समान घनत्व लाता हूं तो सबसे पहले मैं एक गौशियन सतह बनाता हूं जो गोलीय है क्योंकि यहां समानता है तो हम देख सकते हैं की सतह के हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र लंबवत है जो rk दिशा में है और सतह घटक भी उसी दिशा में होगा जो R है गोश के नियम से हम लिख सकते हैं और सतह की लंबाई L गोलिय शैल की त्रिज्या R है और गौशियन सतह की त्रिज्या इससे छोटी है इसलिए हम देख सकते हैं कि हम गोश के नियम का उपयोग करेंगे जो है Edsगौशियन सतह पर संलग्न आवेश0 तो हम देख सकते हैं कि संलग्न आवेश गोलीय शैल के सतह क्षेत्र के बराबर होता है जो 2πRLσ0 से दिया जाता है क्योंकि E हर बिंदु पर स्थित है हम इसे इस तरह लिख सकते हैं ds2πRLσ0ds यहां गौशियन सतह का सतह क्षेत्र है जो 2πrL2πRLσ0है इसलिए विद्युत क्षेत्र ERσ0r से दिया जाता है 2πLयहां कट जाता है अब क्योंकि हम जानते हैं कि बिंदु r पर विद्युत क्षेत्र Rσ0r है इसलिए विभव v vrR Edrसे दिया जाता है जहां r निर्देश बिंदु है तो मैं क्या करूंगा मैं गोलीय शैल की सतह पर एक निर्देश बिंदु लेता हूं जोEσR0rdr R0ln rrRके बराबर है तो यह दिया जाता हैR0ln इसलिए यह विभव है यह इस गोलीय शैल गोलीय बेलन के कारण विभव है जिसका समान घनत्व है इसलिए मैं इस परिणाम का उपयोग rR के लिए गणना करने में करूंगा और बेलन के अंदर E0 है तो इसलिए बेलन के अंदर विभव स्थिर है और यह उस विभव के बराबर होगा जो गोलीय शैल की सतह के ऊपर होगा इसलिए यदि मैं निर्देश बिंदु 0 पर विभव लेता हूं मान लीजिए यह r0 है तो हमारे पास बेलन के अंदरv 0 है और बेलन के बाहर v इस बिंदु के बराबर है तो पुनः यदि मैं लिखता हूं यदि आपको एक गोलीय शैल का समान धारा घनत्व दिया गया है तो बिंदु P पर विभव और यह धारा घटक है जो Rd dzसे दिया जाता है इसलिए यह धारा तत्व है इस कारण आपको बिंदु P पर विभव की गणना करनी है तो यह सदिश r है हम देख सकते हैं विभव db है इसलिए बिंदु P पर विभव सभी सतह घटको के विभव के योग के बराबर होगा जो vσRd dzसदिश r सदिश R यह उस बिंदु की धारा तत्व से दूरी है जहां आपको विभव की गणना करनी है तो हम इस समस्या का उत्तर जानते हैं जिसकी हमने गणना की है इसलिए vσR0ln मिलता है जब rR और यह 0 होगा जब rR है तो यदि हम समाकलन को देखते हैं तो R कट जाएगा और यहां एक और पद होगा जो है 140 यहां0कट जाएगा तो हम लिख सकते हैं d dzसदिश r सदिश Rआप देख सकते हैं कि r4πlnजब rR और यह 0 के बराबर है जब rR तो अब यदि हमें समाकलन को देखते हैं हम लिख सकते हैं कि सदिश R का मापांक जो r2R2 2rR cos z z2है तो इसलिए यदि मैं सदिश r सदिश R का मान रखता हूं r Rयह होगा d dzr2R2 2rR cos z z2यह कुछ नहीं है वह समाकलन है जिसकी हमें गणना करनी है तो यह प्रश्न संख्या 3 का हल उत्तर है इसलिए इस असाइनमेंट में यहां एक भाग है 2जो यहां नहीं था इसलिए यह लिखने में त्रुटि है प्रश्न संख्या चार में हमारे पास एक डिस्क है जो z अक्ष के साथ समान रूप से चुंबकित है इसलिए z दिशा में चुंबकत्व होगा जो यह है इसलिए यदि मैं सीमित धारा की गणना करूं जो Bहै जिसे M × nसे दिया जाता है तो यदि मैं यहां सदिश M लिखता हूं जो j दिशा में है और हम देख सकते हैं कि सतह घटक भी z दिशा में है इसलिए B0 यह हमारा kb है और आयतन आवेश घनत्व जो jv× Mसे दिया जाता है क्योंकि हमारे पास एक समान चुंबकत्व है इसलिए यह भी 0 है डिस्क के बाहर M0 है क्योंकि चुंबकत्व केवल डिस्क पर है और क्योंकि यहां कोई स्वतंत्र धारा और कोई सीमित धारा नहीं है इसलिए हम B0 लिख सकते हैं M0B0 तो यह प्रश्न संख्या 4 का उत्तर है इस हल पर कुछ टिप्पणियां है और इसे देखने का एक दूसरा तरीका है आपको क्या कहा गया कि kbM x n0 है जो वास्तव में ऊपरी और निचली सतह पर है पर आप एक प्रश्न उठा सकते हैं और प्रश्न होगा कि यदि मेरे पास यह डिस्क है और M इस z दिशा में है पास वाली सतह पर n है जिससे आप M x n ले सकें आप देखते हैं कि यहां इस डिस्क की परिधि पर धारा है तो यदि मैं ऊपर से देखता हूं तो यह धारा इस तरह से जाती है हालांकि हमने इस समस्या में जो भी किया वह यह है कि यह एक बड़ी पतली डिस्क है जिसमें त्रिज्या की सीमा इसकी मोटाई से बहुत बहुत ज्यादा है और इसलिए यदि आप सोचते हैं कि सतह धारा किसी चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाएगी तो हां ऐसा होता है किंतु यह बहुत छोटा है है लगभग जीरो क्योंकि R आपको केंद्र पर बहुत छोटा क्षेत्र देगा और इसलिए जो किया गया वह सही है किंतु यदि आपके पास एक प्रश्न है कि यहां पर परिधि धारा भी होगी तो आप ठीक हैं किंतु वह धारा चुंबकीय क्षेत्र में कुछ भी योग नहीं करती है आप इसी समस्या को H और सहायक क्षेत्र जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं उसके नजरिए से भी देख सकते हैं अब यहां M इस तरह है आप याद करें कि हमने व्याख्यान में किया है कि डायवर्जेस B0 है और इसलिए डायवर्जेस H डायवर्जेस M यह आपको क्या देता है आप देख सकते हैं यदि आप M की तरफ देखते हैं तो यह सीमित है और अचानक नीचे चला जाता है तो यह Mफंक्शन की तरह है और यह सतह चुंबकीय आवेश को बढ़ाता है अगर आप चाहें तो सतह चुंबकीय आवेश आप यहां देख सकते हैं डायवर्जेस M M होगा और दूसरी तरफ डायवर्जेस MM होगा क्योंकि जब आप M की तरफ जाते हैंM बढ़ रहा है तब M घटता है और इसलिए जब मैं डायवर्जेस M का ऋण आत्मक लेता हूं इस डिस्क पर H की गणना के लिए तो यहां एक धनात्मक चुंबकीय आवेश आता है और यहां एक ऋण आत्मक चुंबकीय आवेश आता है और इस तरह का क्षेत्र एक विद्युत क्षेत्र को बढ़ाता है इसलिए H यहां दूसरी दिशा में है इसलिए Hinside Mऔर Houtside0 होगा मैं यह भी जानता हूं कि B0HMहै और इसलिए Binside0 MM0 होगा और Boutside क्योंकि H0 है इसलिए 0 होगा यहां M0 है तो यह वैसा ही है जैसा कि पहले समस्या को किया गया था दोनों आपको एक ही उत्तर देते हैं हमने आपको एक समस्या को देखने के दो तरीके बताए हैं या तो सीमित धारा के द्वारा या विद्युत विश्लेषण से यह आपको प्रश्न संख्या 5 का भी उत्तर देता है